तो इंजीनियरिंग मैथमैटिक्स II के व्याख्यान में आपका स्वागत है और यह हाफ रेंज फ़ोरियर एक्सपांशन्स पर व्याख्यान संख्या 37 है तो इस व्याख्यान में हम हाफ रेंज फ़ोरियर साइन सीरीज़ एक्सपांशन और हाफ रेंज फ़ोरियर कोसाइन सीरीज़ एक्सपांशन देखेंगे तो पिछले व्याख्यान में हम पहले ही देख चुके हैं कि इवन और ऑड फ़ंक्शन्स के लिए फ़ोरियर सीरीज़ को इस तरह से सरल बनाया जा सकता है इसलिए यदि f एक इवन फ़ंक्शन है तो f को केवल कोसाइन फ़ंक्शन्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इन कोफीशिएंट्स an को भी सरल बनाया जा सकता है इनका मूल्यांकन 2L0Lfxcos nπxL dx से किया जा सकता है इन्टीग्रल का 2 टाइम्स क्योंकि मूल रूप से यह L से L तक था और फिर n 0 1 2 आदि के लिए है तो क्योंकि फ़ंक्शन इवन है हमने bn को देखा है कि कोफीशिएंट 0 हो जाते हैं और हमें केवल कोसाइन सीरीज़ मिली है इसी प्रकार जब f एक ऑड फ़ंक्शन है तो हमें सीरीज़ में केवल साइन टर्म प्राप्त होंगे और कोफीशिएंट bn का मूल्यांकन 0 से L तक सरलीकृत इन्टीग्रल की सहायता से किया जा सकता है तो हमने फिर से इस 2L0Lfxsin nπxL dx पर विचार किया है और n फिर से यहाँ 1 2 आदि हैं तो यह फ़ंक्शन के आधार पर सरलीकृत रूप था यदि यह एक इवन फ़ंक्शन है तो हमें केवल कोसाइन टर्म मिलेंगे और यदि हमारे पास ऑड फ़ंक्शन है तो हमें केवल साइन टर्म मिलेंगे यहाँ यह ऑड फ़ंक्शन है तो यदि हमारे पास ऑड फ़ंक्शन है तो हमें एक्सपांशन्स में केवल साइन टर्म प्राप्त होंगे तो अब हम यहाँ जो चर्चा करने जा रहे हैं वह हाफ रेंज फ़ोरियर सीरीज है विचार ठीक वैसा ही है जैसा हमने ऑड और इवन फ़ंक्शन्स के लिए चर्चा की है तो मैं यहाँ बस समझाता हूँ मान लीजिए कि f केवल 0 से L के इन्टरवल में परिभाषित एक फ़ंक्शन है और मान लीजिए हम इस f को कोसाइन या साइन सीरीज़ में व्यक्त करना चाहते हैं अब यहाँ हम अपनी पसंद रख रहे हैं कि हम इसको व्यक्त करना चाहते हैं fx फ़ंक्शन जो कुछ इन्टरवल में साइन या कोसाइन सीरीज़ में परिभाषित होता है उदाहरण के लिए पिछले व्याख्यान में हमने फ़ोरियर सीरीज़ देखी है और स्वाभाविक रूप से जब फंक्शन ऑड फंक्शन था तो यह साइन सीरीज आ रहा था जब फ़ंक्शन इवन फ़ंक्शन कर रहा था तो यह स्वचालित रूप से कोसाइन सीरीज़ के रूप में आ रहा था लेकिन अब स्थिति अलग है तो फ़ंक्शन को फिर से कुछ इन्टरवल में परिभाषित किया जाता है हमारे पास मूल रूप से फ़ोरियर सीरीज़ प्राप्त करने का विकल्प है जिसमें साइन और कोसाइन दोनों टर्मस होंगे लेकिन यहाँ उद्देश्य फ़ोरियर सीरीज़ प्राप्त करना नहीं है बल्कि उद्देश्य या तो फ़ोरियर साइन सीरीज़ या कोसाइन सीरीज़ प्राप्त करना है जिसका अर्थ है वह सीरीज़ जिसमें केवल साइन टर्मस या कोसाइन टर्मस हैं तो यह कैसे करना है तो यह f को इवन या ऑड फ़ंक्शन तक एक्सटेंड करके किया जा सकता है और यह ठीक वही विचार है जो अब पिछले व्याख्यान से उपयोग किया जाएगा कि एक बार हमारे पास एक फ़ंक्शन है जो एक इवन फ़ंक्शन है तो इसकी फ़ोरियर सीरीज़ में केवल कोसाइन टर्मस होंगे और जब हमारे पास एक ऑड फ़ंक्शन होगा तो इसकी फ़ोरियर सीरीज़ में केवल साइन टर्मस होंगे इसलिए यदि आप f एक कोसाइन सीरीज़ में व्यक्त करना चाहते हैं तो उद्देश्य इस f को कोसाइन सीरीज़ में व्यक्त करना है फिर हम स्वाभाविक रूप से f का पूरे इन्टरवल LL में एक इवन फ़ंक्शन के रूप में एक्सटेन्ड करेंगे तो 0L में फ़ंक्शन पहले से ही परिभाषित था और अब हम इसे इन्टरवल L0 में परिभाषित करेंगे ताकि इन्टरवल LL में पूरा फ़ंक्शन एक इवन फ़ंक्शन बन जाए और एक बार जब हमारे पास इवन फ़ंक्शन होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास उस नए फ़ंक्शन की केवल कोसाइन सीरीज़ होगी तो यहाँ हम परिभाषित करेंगे हम फ़ंक्शन को फिर से परिभाषित करेंगे मान लीजिए नया फ़ंक्शन h इस प्रकार है कि 0≤xL हमारे पास बिल्कुल f है और Lx0 में हमारे पास f है जिससे यह h अब इवन फ़ंक्शन बन जाता है और जब हम इसकी फ़ोरियर सीरीज़ लिखते हैं तो इसमें केवल कोसाइन टर्मस होंगे इसलिए हम स्वतः ही कोसाइन सीरीज़ प्राप्त करेंगे दूसरी ओर यदि हम व्यक्त करना चाहते हैं उदाहरण के लिए यह f साइन सीरीज़ में है तो यदि आप अब साइन सीरीज़ में व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें इस फ़ंक्शन को इन्टरवल L0 में एक ऑड फ़ंक्शन के रूप में एक्सटेंड करना होगा ताकि पूरे इन्टरवल LL में फ़ंक्शन एक ऑड फ़ंक्शन बन जाए तो फिर से यह विचार है जिसे पिछले व्याख्यान में भी समझाया गया था लेकिन अब हम और अधिक विवरण में जाएंगे तो g x f है यह 0≤xL में पहले से ही दिया जाता है कि फ़ंक्शन f दिया जाता है और इन्टरवल Lx0 में हमने इसे f के रूप में एक्सटेंड किया है ताकि g समग्र रूप से एक ऑड फ़ंक्शन बन जाए ठीक है अब यह होने पर हमारे पास यह परिणाम है इसलिए उदाहरण के लिए f इन्टरवल में परिभाषित एक पीसवाइस कन्टिन्यूअस फ़ंक्शन है कुछ इन्टरवल 0L में सीरीज़ fx a02n1ancos nπxL इस सीरीज़ को an2L0Lfxcos nπxL dx के साथ f की हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ कहा जाता है और अब हम जानते हैं कि हम इस कोसाइन सीरीज़ को कैसे प्राप्त करते हैं हमने फ़ंक्शन f को रेंज Lx0 में एक्सटेंड किया है ताकि पूरा फ़ंक्शन एक इवन फ़ंक्शन बन जाए और फिर हम इसकी फ़ोरियर सीरीज़ लिख सकते है जो स्वतः ही एक कोसाइन सीरीज़ होगी जो यहाँ दी गई है जिस ans की हम इस सूत्र के साथ गणना कर सकते हैं और bns स्वाभाविक रूप से 0 होगा तो इसे f की हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ कहा जाता है तो पिछले व्याख्यान में हमने जिस व्याख्यान की चर्चा की है यहाँ उस अध्याय से अंतर है वहां फ़ंक्शन एक इवन फ़ंक्शन या एक ऑड फ़ंक्शन था और फिर हम इसकी फ़ोरियर सीरीज़ की गणना कर रहे थे या हम इसकी फ़ोरियर सीरीज़ का मूल्यांकन कर रहे थे और फिर स्वतः ही यह एक साइन सीरीज़ या कोसाइन सीरीज़ के रूप में आ रहा था यहाँ स्थिति अलग है फ़ंक्शन f इन्टरवल 0L में दिया गया है और हमारे पास दोनों संभावनाएं हो सकती हैं हम इसे बढ़ा सकते हैं ताकि LL के दायरे में पूरा फंक्शन एक सम फंक्शन या एक ऑड फंक्शन बन जाए तदनुसार हमें या तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ या हाफ रेंज साइन सीरीज़ प्राप्त होगी जहाँ इस सूत्र 2L0Lfxsin nπxL के साथ हम bn की गणना कर सकते हैं और इसे f की हाफ रेंज साइन सीरीज कहते हैं तो कुछ इन्टरवल में दिए गए एक फ़ंक्शन के लिए हमारे पास दोनों एक्सपांशन हो सकते हैं हाफ रेंज कोसाइन एक्सपांशन या हाफ रेंज साइन एक्सपांशन दूसरी ओर 0L में परिभाषित एक फ़ंक्शन के लिए हमारे पास इसकी फ़ोरियर सीरीज़ भी हो सकती है जिसमें साइन और कोसाइन दोनों टर्मस हो सकते हैं इसलिए केवल कोसाइन टर्मस प्राप्त करने के लिए हमें एक इवन एक्सटेंशन के लिए फ़ंक्शन को एक्सटेन्ड करना होगा और केवल साइन सीरीज़ प्राप्त करने के लिए हमें एक ऑड एक्सटेंशन के लिए फ़ंक्शन को एक्सटेन्ड करना होगा तो बस एक छोटी टिप्पणी है ध्यान दें कि हम फ़ंक्शन f की एक फ़ोरियर सीरीज़ जो इन्टरवल 0L में परिभाषित है विकसित करते हैं तो हम फ़ोरियर सीरीज़ विकसित कर सकते हैं न कि हाफ रेंज फ़ोरियर सीरीज़ और सामान्य तौर पर इसमें सभी साइन और कोसाइन टर्मस होंगे और अगर यह सीरीज़ कनवर्ज करती है तो हम जानते हैं कि यह एक L पीरियोडिक फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करेगा क्योंकि फ़ंक्शन को 0L रीजन में परिभाषित किया गया था तो मान लीजिए यह फ़ंक्शन इस 0L में परिभाषित किया गया है और जब हम इसकी फ़ोरियर सीरीज़ लिखते हैं तो सीरीज़ इस तरह के एक फ़ंक्शन जो 0L में इस पीरियड L के साथ पीरियोडिक है कनवर्ज करेगी लेकिन अब इस हाफ रेंज सीरीज़ का विचार फ़ोरियर सीरीज़ से बिल्कुल अलग है जिसकी हमने अब तक चर्चा की है यहाँ हम साइन या कोसाइन सीरीज़ प्राप्त करने के लिए अपने अनुसार फ़ंक्शन को एक्सटेन्ड करते हैं और फ़ंक्शन f की हाफ रेंज सीरीज़ एक 2L पीरियोडिक फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व करेगी तो उदाहरण के लिए यदि मैं 0 से L में परिभाषित इवन फ़ंक्शन पर विचार करता हूं और मान लीजिए मैं इस फ़ंक्शन की साइन सीरीज़ चाहता हूं मैं क्या करूँगा मैं रीजन Lx0 में इस फ़ंक्शन का एक्सटेंशन करूंगा ताकि इस सीरीज़ में फ़ंक्शन Lx0 एक ऑड फ़ंक्शन बन जाए और अब मैं इसकी फ़ोरियर सीरीज़ को लिख सकता हूं और वह फ़ोरियर सीरीज़ एक ऐसे फ़ंक्शन में कॉनवर्ज हो जाएगी जो 2L पीरियोडिक होगा न कि केवल L पीरियोडिक तो मुझे लगता है कि इस टिप्पणी से विचार स्पष्ट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं उदाहरण के लिए हम हाफ रेंज साइन सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ उद्देश्य साइन सीरीज़ प्राप्त करना है हम कोसाइन सीरीज़ भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आइए पहले साइन सीरीज़ के साथ चलते हैं तो एक्सपोनेन्शियल फ़ंक्शन ex इस रीजन 0x1 में दिया गया है और हम इसकी साइन सीरीज़ लिखना चाहते हैं अर्थात हमें इस फ़ंक्शन को इन्टरवल 1x0 में एक्सटेंड करना होगा ताकि पूरा फ़ंक्शन 1x1 में एक ऑड फ़ंक्शन बन जाता है अतः यदि यह इन्टरवल 0x1 में एक्सपोनेन्शियल फ़ंक्शन ex है हम क्या करते हैं हम यहाँ यह एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो यह दिया गया फ़ंक्शन 0x1 में एक्सपोनेन्शियल फ़ंक्शन था हमने क्या किया है हमने इस फंक्शन को एक्सटेंड किया है ताकि इस रेंज 1x1 में फंक्शन अब एक ऑड फंक्शन बन गया है और अब हम इसकी फ़ोरियर सीरीज लिखेंगे तो यदि हम इस फ़ंक्शन की फ़ोरियर सीरीज़ लिखते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसमें केवल साइन सीरीज़ होगी और हमारे पास अब सीधा सूत्र है हमें इस फ़ंक्शन की फ़ोरियर सीरीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास पिछली स्लाइड में पहले से ही यह है हमने चर्चा की है कि साइन सीरीज़ की गणना करने के लिए वास्तव में क्या सूत्र है जब फ़ंक्शन कुछ इन्टरवल 0 से L में दिया जाता है अतः हम इसकी हाफ रेंज साइन सीरीज़ की गणना कर सकते हैं तो हाफ रेंज साइन सीरीज़ के लिए हमें bn की गणना करनी होगी फ़ोरियर कोफीशिएंट्स bn2l0lfxsin nπxl dx है तो वहाँ l1 है तो हमारे पास इन्टीग्रल 201exsin nπx dx है और फिर से l1 है तो हम इसे बाय पार्ट इन्टीग्रेट कर सकते हैं तो हमारे पास exsin nπx 0 से 1 तक है और तब यह साइन कोसाइन बन जाती है और इन्टीग्रेट होने पर ex पुन ex रहेगा तो अब यह nπ फैक्टर आया है और फिर हम इसे सरल बना सकते हैं तो इस केस में उदाहरण के लिए यहाँ sin 0 0 हो जाएगा और sin nπ भी 0 होगा तो यह टर्म 0 हो जाएगा और हमें दूसरे फ़ंक्शन को फिर से इन्टीग्रेट करना होगा और हमें यह परिणाम यहाँ मिलेगा जिसे फिर से इस bn के टर्म में प्राप्त करने के लिए सरल बनाया जा सकता है यदि हम इसे दूसरी ओर ले जाते हैं और हम bn के लिए सरल कर सकते हैं अतःसरलीकरण के बाद हम bn2nπ1 e 1n1n22 प्राप्त कर रहे हैं तो अब फ़ोरियर कोफीशिएंट होने पर हम क्या कर सकते हैं हम साइन सीरीज़ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ उद्देश्य साइन सीरीज़ प्राप्त करना था तो ex के लिए साइन सीरीज़ 2πn1n1 e 1n1n22sin nπx हो जाएगी यह 2 वहाँ से आता है और bn कोफीशिएंट यहाँ प्रतिस्थापित किया जाता है और यह यहाँ इक्वैलिटी है हमने यह इक्वैलिटी लिखी है जो रीजन 0x1 में सत्य है क्योंकि हमारे पास कन्टिन्यूअस फ़ंक्शन है तो हमारा फ़ंक्शन ex रीजन 0x1 में था तो यह फ़ंक्शन इस सीरीज़ में कन्टिन्यूअस है और स्वाभाविक रूप से इस डिरिच्लेट थ्योरम द्वारा यह फ़ोरियर सीरीज़ इस रीजन 0x1 में कनवर्ज करेगी हमें 0 पर समस्या होगी हम इस इक्वैलिटी को 0 पर नहीं बना सकते क्योंकि यह एक ऑड एक्सटेंशन है और 0 पर एक छोर पर मान 1 है दूसरे छोर पर यह 1 है और हमें औसत लेना है तो यह 0 हो जाएगा एक्सटेंडिड भाग के साथ इस पूरे फ़ंक्शन की फ़ोरियर सीरीज़ 0 पर केवल 0 में कनवर्ज होगी लेकिन 0x1 में हम निश्चित रूप से इस इक्वैलिटी को लिख सकते हैं तो यहाँ यह सीरीज़ ex के बराबर है और इसमें केवल साइन टर्मस हैं इसलिए यह साइन सीरीज़ है बस इसे प्लॉट करने के लिए तो यह साइन सीरीज़ है जिसका हमने अभी मूल्यांकन किया है निर्माण किया है तो यह फ़ंक्शन ex था और आपको यह याद है एक्सटेंशन इस तरह से किया गया था कि 1 से 1 तक फ़ंक्शन ऑड फ़ंक्शन बन जाता है और अब यदि आप इस साइन सीरीज़ को पूरे रीजन R के लिए प्लॉट करते हैं तो हमारे पास यह संरचना होगी यह एक और यह कुछ इस तरह से कनवर्ज करेगी तो यहाँ फिर से यहाँ और यह एक इत्यादि तो वह फ़ोरियर सीरीज़ होगी और बीच में यह हमेशा 0 पर जाएगी इसलिए डिसकन्टिन्युटी के बिंदु पर यह औसत मूल्य में कनवर्ज हो जाएगा अन्यथा यह x के किसी अन्य मान के लिए बिल्कुल इस एक्सपोनेन्शियल फ़ंक्शन में कनवर्ज हो जाएगा तो अब जो दिलचस्प है वह यह कि इस साइन सीरीज़ के बजाय हम उसी फ़ंक्शन ex के लिए एक कोसाइन सीरीज़ प्राप्त कर सकते थे अतः हम ex का कोसाइन फ़ंक्शन्स के टर्मस में अन्य निरूपण प्राप्त कर सकते हैं और दिलचस्प बात यह है कि कोसाइन के टर्मस में हमारे पास एक पूरी तरह से अलग कनवर्जेंट फ़ंक्शन होगा लेकिन रीजन 0x1 में यह फिर से ex से मेल खाएगा तो हमारे यहाँ दो अलग अलग एक्सपांशन हो सकते हैं एक विशुद्ध रूप से साइन के टर्मस में है हम कोसाइन के टर्मस में दूसरी सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन दोनों सीरीज़ 0x1 में एक ही फ़ंक्शन ex के लिए कनवर्ज करेंगी तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ कोसाइन सीरीज़ भी बनाई है तो यदि हम इसकी कोसाइन सीरीज़ लिखते हैं तो हमें उसी तरह के चरणों का पालन करना होगा जो हमने पहले किया था तो रीजन 0x1 में यह इस एक्सपोनेन्शियल फ़ंक्शन के बराबर होगा जिसे इस बार एक्सटेंड किया गया था ताकि यह इन्टरवल0x1 में भी फ़ंक्शन बन जाए और फिर हमने फ़ोरियर सीरीज़ लिखा है जो अब कोसाइन सीरीज़ है और इसलिए यह वही फ़ंक्शन है जो इस रीजन में ex के समान है अब इसे शुद्ध कोसाइन टर्मस द्वारा दर्शाया जाता है लेकिन यह उसी एक्सपोनेन्शियल फ़ंक्शन में कनवर्ज हो रहा है तो हमारे पास ex पूरी तरह से कोसाइन के टर्मस में है पिछली स्लाइड में हमारे पास ex है और इसे विशुद्ध रूप से साइन टर्मस में लिखा गया था ठीक है अब हम एक और उदाहरण पर आगे बढ़ सकते हैं यहाँ हम f को इन्टरवल 0l में sin πxl मानेंगे और हम इसकी कोसाइन सीरीज़ रेंज 0l में लिखेंगे तो हम इसी तरह के स्टेप्स फिर से करेंगे इसलिए कोसाइन सीरीज़ के लिए हमें an2l0lsin πxl cos nπxl dx की गणना करनी होगी तो हम सूत्र 2sin a cos b का उपयोग कर सकते हैं और फिर हमें इसे इन्टीग्रेट करना होगा तो मुझे विश्वास है कि इससे हम आगे बढ़ सकते हैं तो साइन के साथ हमारे पास कोसाइन टर्म है यहाँ भी हमारे पास कोसाइन टर्म है और तब यह इन्टीग्रल था और फिर हमें 0 से l तक की लिमिट्स रखनी होंगी जिसमे एक ऐसा व्यंजक आता है जिसे an के इन मानो को प्राप्त करने के लिए सरल किया जा सकता है तो an 0 होगा जब n ऑड है और जब n सम है तो इसे 4n1n 1 द्वारा सरल किया जाता है तो हमारे पास यह an है और अब हमें a1 की भी अलग से गणना करनी होगी क्योंकि n 1 गणना में बाहर रखा गया था अन्यथा हमें यह डिनोमिनेटर में नहीं मिल सकता हैं तो हम इस a1 की गणना अलग से कर सकते हैं तो वह a1के लिए परिणाम है जब हम वहाँ n 1 रखते हैऔर वह फिर से इन्टीग्रेट किया जा सकता है हमें पता चलता है कि इस केस में a1 0 है तो f की फ़ोरियर कोसाइन सीरीज़ इस रूप में दी गई है जो कोसाइन फ़ंक्शन्स के टर्मस में है फिर से रीजन 0xl में परिवर्तित होता है और हमारे पास इन्टरवल 0xl में इस साइन फ़ंक्शन्स की कन्टिन्युटी की वजह से इक्वैलिटी साइन है तो यहाँ क्या दिलचस्प है कि यह साइन फंक्शन sin πxl विशुद्ध रूप से कोसाइन फ़ंक्शन्स के टर्मस में लिखा गया है तो हम इस तरह से करते हैं मेरा मतलब है कि यदि कोई फ़ंक्शन किसी सीरीज़ में दिया गया है यदि हम फ़ोरियर साइन सीरीज़ की गणना करना चाहते हैं तो हमें फ़ंक्शन को एक ऑड एक्सटेंशन के रूप में एक्सटेंड करना होगा या यदि हम विशुद्ध रूप से कोसाइन टर्मस चाहते हैं हमें इसे एक इवन फ़ंक्शन के रूप में एक्सटेंड करना होगा तो यहाँ साइन फ़ंक्शन कोसाइन फ़ंक्शन्स के रूप में लिखा जाता है ठीक है बस फिर से देखने के लिए कि sin πxl की कोसाइन सीरीज़ के लिए यहाँ क्या हो रहा है तो हमारे यहाँ यह फ़ंक्शन इन्टरवल 0xl में sin πxl था हमने यहाँ l1 लिया है और रेंज 0xl है और फिर हमने इस एक्सटेंशन को सम एक्सटेंशन बनाते हुए कोसाइन सीरीज़ लिखी है और फिर परिणामस्वरूप फ़ोरियर सीरीज़ में यह कोसाइन टर्मस हैं और हमें वह परिणाम मिला जो पिछली स्लाइड में दिया गया था तो अब हम यहाँ एक्सपांन्ड करना चाहते हैं उदाहरण के लिएयह fxx दिया गया या परिभाषित किया गया इस 0x2 पर एक साइन सीरीज़ में और साथ ही साथ कोसाइन सीरीज़ में तो हमें इस फ़ंक्शन को इन्टरवल 2x0 में एक्सपांन्ड करना होगा तदनुसार साइन सीरीज़ या कोसाइन सीरीज़ होगी तो साइन सीरीज़ प्राप्त करने के लिए हमें केवल bn की गणना करने की आवश्यकता है दरअसल हमें इसे एक्सटेंड नहीं करना है मेरा मतलब है विचार स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है लेकिन पहले से ही सूत्रों पर चर्चा की है उनकी मदद से हम बस bn की गणना करेंगे और इसकी साइन सीरीज़ लिखेंगे कोसाइन के लिए हमारे पास बस ans की गणना होगी और फिर हम इसकी फ़ोरियर सीरीज़ लिख सकते हैं तो हमें मूल रूप से इसको एक्सपांड करने या फ़ंक्शन को एक ऑड या इवन एक्सपांशन के रूप में एक्सपांड करने की आवश्यकता नहीं है और हमें फ़ोरियर सीरीज़ लिखनी है इसकी जरूरत नहीं है तो हम सिर्फ bn कीगणना करेंगे तो bn2L0Lfxsin nπxL dx bn की गणना करने का सामान्य सूत्र है तो यहाँ L2 है और फिर हमारे पास 2202xsin nπx2 dx जिसे हमें इन्टीग्रेट बाय पार्ट करना है तो पहला x है और यह जैसा है वैसा ही रहता है फिर हमारे पास साइन के लिए कॉस होता है और फिर इस इन्टीग्रेशन के लिए हमारे पास वहाँ चिन्ह होता है क्योंकि साइन इन्टीग्रेट होता है और फिर हमारे पास चिह्न के साथ कोसाइन है और यह 2nπ फैक्टर वहां दिखाई देगा तो फिर वही बात वहाँ 2nπ फैक्टर चिन्ह के साथ है और वहाँ था तो इसे समायोजित किया जाता है और फिर हमारे पास x का डिफ्रेंशियेशन है जो यहाँ 1 है और फिर हमें यह cos nπx2 मिल रहा है तो जिसे आगे इन्टीग्रेट किया जा सकता है इसलिए जब हम वहां इस 2 को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे पास cos nπ होगा वहाँ इस 2 के साथ और फिर 0 रखने पर हमारे पास वहाँ 0 होगा तो हमें 4nπcos nπ प्राप्त करने के लिए इसे सरल बनाना होगा तो रीजन 0x2 में हमारे पास यह फ़ोरियर साइन सीरीज़ हो सकती है क्योंकि हमारे पास bns तैयार है अतः x को यहाँ कोफीशिएंट 4nπcos nπ के साथ साइन सीरीज़ के टर्मस में लिखा जा सकता है या हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं इसलिए हमें ये मिल रहे हैं सीरीज़ में केवल साइन टर्मस हैं और यह इस x का प्रस्तुतिकरन है वहां हमारे पास इक्वैलिटी है तो रीजन 0x2 में हमारे पास यह इक्वैलिटी है तो यह सीरीज़ कनवर्ज होगी क्योंकि हम इस परिणाम को डिरिचलेट प्रथ्योरम से जानते हैं कि उन बिंदुओं पर जहां यह कन्टिन्यूअस है यह बिल्कुल फ़ंक्शन के बराबर होगा वहां फ़ंक्शन x था तो हमारे पास x इस सीरीज़ के बराबर है जिसमें विशुद्ध रूप से साइन टर्म हैं ठीक है हम भी इस fxx को कोसाइन सीरीज़ में व्यक्त कर सकते हैं और उसके लिए हमें n ≠ 0 के लिए ans की गणना करने की जरूरत है a0 के लिएहम अलग गणना करेंगे तो यहाँ हमारे पास फिर से वही सूत्र an2202xcos nπx2 dx है और हम इसे फिर से इन्टीग्रेट बाय पार्ट कर सकते हैं तो यहाँ यह x है और फिर हम वहाँ साइन प्राप्त करेंगे और फिर से साइन और x का डिफ्रेंशियेशन 1 होगा और तब हमें फिर से डिफ्रेंशियेशन करना होगा और यह 0 हो जाएगा और वहाँ हमें कॉस टर्म प्राप्त करने के लिए डिफ्रेंशियेट करना होगा यह और फिर से 0 से 2 की सीमा है इन सीमाओं को प्रतिस्थापित करने पर हमें 4n22cos nπ 1 प्राप्त हो रहा है तो हमरे पास कोफीशिएंट an भी है तो हम अपनी सीरीज़ यहाँ इन ans साथ लिख सकते और हमें अलग से कोफीशिएंट a0 की गणना करनी होगी क्योंकि यह सीधे an के साथ संभव नहीं था क्योंकि इस हर n के कारण तो हम a0 की गणना अलग से कर सकता हैजो 2 वहाँ आ रहा है और अब हम x के लिए फ़ोरियर सीरीज़ लिख सकते हैं जहां x रीजन 0x2 में दिया गया है तो हमारे पास x पूर्णतः कोसाइन सीरीज़ के बराबर है तो वही समान x वही समान फ़ंक्शन जो रीजन 0x2 में एक बार दिया गया था हमने इस x को पूरी तरह से कोसाइन सीरीज़ में इक्वैलिटी चिह्न के साथ लिखा है और पहले वाला हमारे पास सिर्फ रीजन 0x2 में इस x की साइन सीरीज़ का प्रस्तुतिकरन था हमने अब कोसाइन के टर्मस में लिखा है तो यह इस हाफ रेंज साइन या कोसाइन सीरीज़ की सुंदरता है कि हम दिए गए फ़ंक्शन को साइन सीरीज़ या कोसाइन सीरीज़ में लिख सकते हैं ठीक है बस यह देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है तो यह 0x2 में दिया गया फंक्शन था और फिर फ़ोरियर सीरीज़ पीरियड 4 के साथ एक पीरियोडिक फ़ंक्शन में कनवर्ज हो जाएगी क्योंकि यह वह एक्सटेंशन है जिसे वहां किया जाना है हालांकि हमने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं किया है और फ़ोरियर सीरीज़ प्राप्त की है हमने प्रत्यक्ष सूत्र लागू किया है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है तो इस फ़ंक्शन का पीरियड 2x2 से होने वाला है और यह इस फ़ंक्शन का एक अजीब एक्सटेंशन था तो स्वाभाविक रूप से हमें इस केस में साइन सीरीज मिलेगी कोसाइन सीरीज़ के लिए इन्टरवल 0x2 में यह x के रूप में दिया गया फ़ंक्शन है और इस f फ़ंक्शन के लिए हमारे पास यह भी एक्सटेंशन होना चाहिए और फिर फ़ोरियर सीरीज़ यहाँ बिल्कुल इसी में कनवर्ज हो जाएगी यह अब पीरियड होगा जिसे इस पीरियोडिक फ़ंक्शन के लिए यहाँ दोहराया जाएगा तो अब कोसाइन सीरीज़ के केस में फ़ोरियर सीरीज़ इस फ़ंक्शन में कनवर्ज हो रही है साइन सीरीज़ के केस में यह इस फ़ंक्शन में परिवर्तित हो रहा है तो कोसाइन केस के लिए उदाहरण के लिए आपके पास हर जगह कन्टिन्युटी है और इस फ़ोरियर सीरीज़ का मान किसी भी बिंदु पर फ़ोरियर कोसाइन सीरीज़ इस फ़ंक्शन का मान होगा लेकिन इस केस में उदाहरण के लिए हमें वहां इन बिंदुओं पर समस्या है लेकिन फिर यह फ़ोरियर सीरीज़ को मध्य में 0 पर औसत मान में कनवर्ज कर देगा तो कनवर्ज के परिणामों के साथ हम पहले ही इस बात पर चर्चा कर चुके हैं ठीक है तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इन व्याख्यानों को तैयार करने के लिए किया है और अब यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि हमने इस व्याख्यान में क्या चर्चा की है मान लीजिए यह f एक पीसवाइस कन्टिन्यूअस फ़ंक्शन है जिसे इन्टरवल 0L में परिभाषित किया गया है फिर यह कोसाइन सीरीज़ लिखने के लिए हमारी इच्छा है या हमें उसे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ कहते हैं जहाँ f को कोसाइन फ़ंक्शन्स के टर्म्स में विशुद्ध रूप से व्यक्त किया जा सकता है जैसे a02n1ancos nπxL जहाँ an 2L0Lfxcos nπxL dx द्वारा दिया गया है या यदि हम इसे साइन सीरीज़ n1bnsin nπxL में एक्सपांड करना चाहते हैं तो हमें bn की गणना 2L0Lfxsin nπxL dx से करनी होगी और फिर हमारे पास फ़ंक्शन का शुद्ध साइन एक्सपांशन है तो अब तीन संभावनाएं हैं हमने कम से कम तीन संभावनाओं पर चर्चा की है रेंज 0L में एक फ़ंक्शन दिया हुआ है हम इसकी फ़ोरियर सीरीज़ का निर्माण कर सकते हैं जिसमें सामान्य रूप से साइन और कोसाइन दोनों टर्मस होंगे और फ़ोरियर सीरीज़ L पीरियोडिक फ़ंक्शन में कनवर्ज हो जाएगी और इस पीरियड को0L में दिए गए फ़ंक्शन द्वारा ठीक ठीक परिभाषित किया जाएगा क्योंकि हमने इसकी फ़ोरियर सीरीज़ लिखी है अब हाफ रेंज सीरीज़ के लिए यदि हम कोसाइन सीरीज़ रखना चाहते हैं तो कोसाइन सीरीज़ 2L पीरियड वाले पीरियोडिक फ़ंक्शन में कनवर्ज हो जाएगी क्योंकि अब एक पीरियड में फ़ंक्शन को L से L तक परिभाषित किया जाएगा और L से 0 तक में इसका केवल एक सम एक्सपांशन होगा तभी हमें यह हाफ रेंज कोसाइन सीरीज मिलेगी इसी तरह हाफ रेंज साइन सीरीज़ के लिए यह हाफ रेंज फ़ोरियर साइन सीरीज़ यह 2L पीरियड वाले फ़ंक्शन में कनवर्ज हो जाएगी और एक पीरियड में इसे L से L तक परिभाषित किया जाएगा और L से 0 तक हमरे पास फ़ंक्शन का ऑड एक्सपांशन होगा जिसे इस 0 से L में परिभाषित किया गया है इसलिए मुझे आशा है कि हाफ रेंज सीरीज़ के बारे में विचार स्पष्ट है जो फ़ोरियर सीरीज़ से पूरी तरह से अलग है यह ऑड और इवन एक्सटेंशन पर आधारित है और वांछित फ़ोरियर सीरीज़ प्राप्त करने के लिए या तो साइन फ़ंक्शन्स के टर्म्स में या कोसाइन फ़ंक्शन्स के टर्म्स में ठीक इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और आपके ध्यान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं